सभी को नमस्कार सप्ताह संख्या 7 में आपका स्वागत है जहां हम वाष्प शक्ति चक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों में हमने केवल शक्ति चक्रों के बारे में बात की है लेकिन काम करने का माध्यम कुछ प्रकार की गैर संघनित गैसें हैं सप्ताह संख्या 4 की तरह हमने पारस्परिक आंतरिक दहन इंजनों के लिए आदर्श चक्रों के बारे में बात की या मुझे यह कहना चाहिए कि ओटो चक्र या डीजल चक्र या दोहरे चक्र जैसे सभी ऑटोमोबाइल चक्रों के लिए आम तौर पर काम कर रहे चक्र हैं और इसके अलावा हमने स्टर्लिंग और एरिक्सन चक्रों के बारे में भी चर्चा की है सप्ताह संख्या 5 में हमने उन आदर्श चक्रों से संबंधित कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और पिछले सप्ताह में हमने एक और गैस पॉवर चक्र के बारे में बात की है जो कि रेसिप्रोकेटिंग इंजनों के साथ नहीं जुड़ा था जो रोटरी प्रकार के इंजनों यानी गैस टरबाइन के साथ अधिक था तो आपने वहां ब्रेटन चक्र के बारे में बात की अब इन दोनों प्रकार के चक्रों में अर्थात् चक्र के ओटो या डीजल समूह और ब्रेटन चक्र सामान्य काम करने वाला कारक हम एक गैर संघनक गैस के साथ काम करते थे यही कारण है कि चक्र की पूरी अवधि में ऑपरेशन की पूरी रेंज में काम करने वाले माध्यम के लिए काम कर रहे तापमान की सीमा महत्वपूर्ण बिंदु से अच्छी तरह से ऊपर रहती है किसी भी तरह से महत्वपूर्ण बिंदु के क्लोज़ नहीं आ सकता है जिससे किसी भी प्रकार के चरण परिवर्तन की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसलिए हमने केवल गैसीय माध्यम के साथ किया हालाँकि व्यावहारिक स्थितियों में अक्सर हमें पवर चक्रों के लिए जाना पड़ता है जिसमें किसी प्रकार का चरण परिवर्तन होता है आमतौर पर वाष्प से वाष्प और तरल अवस्था परिवर्तन तक वाष्प और इसी तरह के चक्र वे होते हैं जिनकी आप इस विशेष सप्ताह के तहत चर्चा करने जा रहे हैं वाष्प शक्ति चक्र का शीर्षक अब यह कुछ ऐसा है जो मैंने पिछले सप्ताह भी पहले ही दिखाया है जहाँ हमने ऊष्मा इंजनों को दो व्यापक श्रेणियों IC या आंतरिक दहन इंजनों और बाहरी दहन इंजनों में वर्गीकृत किया है और IC इंजन के तहत हमारे पास EC इंजनों के मामले में रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों संस्करण समान हो सकते हैं अब पारस्परिक श्रेणी के तहत गैसोलीन इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन या SI इंजन और डीजल इंजन भी कहा जाता है जिसे CI इंजन कहा जाता है जो कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं हमने पहले ही आरेख से इस विशेष चक्र के बारे में चर्चा की है क्या आप पहचान सकते हैं मैं केवल आरेख दिखा रहा हूं लेकिन स्पष्ट रूप से यहां देखें कि हमारे पास दो प्रक्रियाएं हैं जिनमें दो प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति में निरंतर मात्रा हैं और दो प्रक्रियाएं जो प्रकृति में आइसेंट्रोपिक हैं यह किस चक्र में है आपने इसे सही ढंग से प्राप्त किया यह ओटो चक्र है जहां हमारे पास निरंतर मात्रा में ऊष्मा जोड़ और निरंतर मात्रा ऊष्मा अस्वीकृति होती है और आइसेंट्रोपिक विस्तार और आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रियाएं होती हैं तो यह ओटो चक्र है जो गैसोलीन आधारित पारस्परिक IC इंजन या SI इंजन के लिए आदर्श चक्र है जबकि यह कौन सा चक्र है यहां हमारे पास निरंतर आयतन और दो समस्थानिक प्रक्रियाओं पर ऊष्मा दबाव और ऊष्मा अस्वीकृति है निश्चित रूप से यह डीजल चक्र या डीजल इंजन के अनुरूप चक्र का इंजन है हम इसे डीजल इंजन या IC इंजन के लिए डीजल चक्र आदर्श चक्र कहते हैं उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले सप्ताह में हमने इस विशेष चक्र के बारे में चर्चा की है बस इसे देखो मुझे यकीन है कि आप इसे पहचान पाएंगे यहां हमारे पास दो निरंतर दबाव प्रक्रियाएं और दो आइसेंट्रोपिक प्रक्रियाएं हैं दोनों निरंतर दबाव में गर्मी अस्वीकृति और गर्मी जोड़ते हैं और इसलिए यह ब्रेटन चक्र है जो दोनों खुले चक्र प्रकार गैस टरबाइन और बंद चक्र प्रकार गैस टर्बाइन के लिए आदर्श चक्र है ओपन चक्र टाइप गैस टरबाइन में हम IC इंजन मोड के साथ ही काम करते हैं जहां कंबस्टर इंजन सिलेंडर के अंदर रहता है जबकि एक बंद चक्र प्रकार गैस टरबाइन के मामले में आप बाहरी दहन मोड से अधिक काम करते हैं जहां वास्तव में वास्तविक दहन होने के बजाय जहां गैस कुछ बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है दोनों खुले और बंद चक्र प्रकार गैस टर्बाइन व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं इस सप्ताह में हम इस विशेष के बारे में बात करने जा रहे हैं स्टीम इंजन आजकल अप्रचलित हैं इसलिए इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है स्टीम टरबाइन आप आधुनिक उद्योग के प्रमुख प्रस्तावक देख सकते हैं क्योंकि व्यावसायिक शक्ति का अधिकांश हिस्सा जो हम दुनिया भर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं कम से कम 50 से 60 भाप आधारित पवर स्टेशनों से आते हैं और अगर हम परमाणु स्टेशनों को शामिल करते हैं जो वास्तव में भाप आधारित पवर स्टेशन के रूप में फिर से एक शक्ति का उत्पादन करता है तो यह अच्छी तरह से 75 की सीमा में जा सकता है तो हमें इस विशेष सप्ताह में स्टीम टरबाइन के आदर्श चक्र के बारे में चर्चा करनी होगी लेकिन इससे पहले हम तेजी से ब्रेटन चक्र का पुनरीक्षण करने जा रहे हैं और यह ब्रेटन चक्र है हमने आरेख में बंद चक्र मोड दिखाया है तो हमारे यहाँ क्या है हमारे पास एक कंप्रेसर है जहां काम करने वाला माध्यम एक गैस है जो P1 पर कुछ कम दबाव से P2 पर उच्च दबाव में संकुचित हो जाता है फिर हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर है जहां ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से आपूर्ति की जाती है याद रखें यह बंद चक्र एक बाहरी दहन टाइपिंग है इसलिए यहां हमारे पास कोई दहन नहीं है बल्कि गर्मी की आपूर्ति किसी बाहरी स्रोत से हो रही है यह qin कुछ बाहरी स्रोत के लिए आ रहा है और यह हीट एक्सचेंजर में काम करने वाली गैस में जुड़ जाता है जिससे तापमान T2 से T3 तक बढ़ जाता है फिर टरबाइन में और विस्तार की प्रक्रिया के लिए जाता है जहां से हम वास्तविक कार्य आउटपुट प्राप्त करते हैं तो यह बिंदु 4 पर एक निम्न दबाव स्तर पर वापस आता है और फिर यह दूसरी हीट एक्सचेंजर में qout के रूप में समाप्त हो जाता है और इसलिए यह चरण 1 पर वापस जा सकता है यह इसी Pv आरेख है और यह Ts प्रतिनिधित्व है जो मैंने आंकड़े में भी दिखाया है इसलिए यहाँ हमारे पास 1 2 है जो एक निरंतर एन्ट्रापी के रूप में है या मुझे इसेंट्रोपिक प्रकार की संपीडन प्रक्रिया कहनी चाहिए जिसके दौरान कुछ कहने से दबाव बढ़ता है हम कम दबाव और उच्च दबाव के स्तर के बारे में बात कर सकते हैं तो यह काम करता है या स्टेट 1 में से उच्च दबाव के स्तर पर निम्न निम्न स्तर से कंप्रेसर में दबाव बढ़ जाता है 2 फिर आदर्श हीट एक्सचेंजर जहां कोई दबाव ड्रॉप नहीं होता है और इसका तापमान 2 से 3 तक बढ़ जाता है हम Tsआरेख से देख सकते हैं यह संपीड़न प्रक्रिया के अंत में तापमान है जहां यह बढ़ जाता है यह विशेष स्तर पर होता है तापमान लगातार बढ़ने पर तापमान में वृद्धि के साथ अंत ताप जोड़ प्रक्रिया में तापमान होता है फिर हमारे पास 3 से 4 तक विस्तार की प्रक्रिया है जिसके दौरान एन्ट्रापी स्थिर रहती है क्योंकि यह एक घर्षण रहित एडियाबेटिक प्रक्रिया है आदर्श स्थिति में इसलिए यह कम दबाव के स्तर पर वापस आ जाती है फिर हमारे पास गर्मी अस्वीकृति है अब हमने पहले से ही इंटेरकूलिंग या रीहेटिंग या पुनर्जनन के रूप में इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की है और इसका कोई मतलब नहीं है कि बस मूल आदर्श ब्रेटन चक्र में ले जाना है हम जानते हैं कि चक्र से कार्य आउटपुट की पहचान कैसे की जाती है कार्य कुशलता आदि का अनुमान कैसे लगाया जाता है लेकिन एक बड़ी चिंता जो हमें ब्रेटन चक्र के साथ है वह है टरबाइन एक्सपोजर के अंत में विस्तार प्रक्रिया के अंत का तापमान इस बिंदु संख्या 4 पर जो वायुमंडलीय तापमान की तुलना में अभी भी काफी अधिक है और इसलिए जब आप आदर्श चक्र मोड में काम कर रहे होते हैं तब भी कोई मतलब नहीं होता है हमें इसे वातावरण में जाने देना चाहिए निश्चित रूप से हम चक्र प्रदर्शन में सुधार के लिए उत्थान के लिए जा सकते हैं और उसके बाद ही हम गर्मी अस्वीकृति की मात्रा को कम कर सकते हैं लेकिन एक और समस्या जो हम तब भी नहीं टाल सकते हैं जब आप उन सभी इंटेरकूलिंग रीहिटिंग और उत्थान का उपयोग कर रहे हों बॅक वर्क है यहां पिछला काम कंप्रेसर द्वारा आवश्यक काम से मेल खाता है और जैसा कि आप कंप्रेसर में एक गैस को संपीड़ित कर रहे हैं हम पहले से ही जानते हैं कि यहां आवश्यक संपीड़न कार्य है wc∫vⅆP क्योंकि यह एक खुला चक्र रोटरी प्रकार का उपकरण है बिंदु 1 से 2 तक और जैसा कि आप गैसीय माध्यम के साथ काम कर रहे हैं जिसका विशिष्ट आयतन बहुत अधिक है और इसलिए संपीड़न कार्य भी काफी अधिक है तो ऐसा है कि टरबाइन द्वारा उत्पादित कार्य का 30 40 या 50 तक भी जो कंप्रेसर द्वारा नहीं किया जा सकता है यहां तक कि जब आप इंटेरकूलिंग का उपयोग कर रहे हैं तो बॅक वर्क अनुपात 30 से 40 तक हो सकता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है तो फिर क्या तरीका है जिससे हम कम्प्रेशन का काम कम कर सकते हैं केवल संभावना यह है कि किसी दिए गए दबाव सीमा के लिए केवल संभावना यह है कि यदि हम कार्यशील माध्यम की विशिष्ट मात्रा को कम कर सकते हैं यह ठीक यही है कि इंटेरकूलिंग के आधार पर क्या किया जाता है जहां गैस को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसका विशिष्ट आयतन कम हो सके इसलिए गैस के साथ काम करने के बजाय यदि हम तरल के साथ काम कर सकते हैं तो हम विशिष्ट मात्रा में भारी कमी प्राप्त कर सकते हैं जिससे इस संपीड़न कार्य के मूल्य में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है और इसलिए भी अगर टरबाइन का कार्य समान रहता है शुद्ध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी जो आपको चक्र से मिलना चाहिए और यह ठीक वही है जो हमें वाष्प शक्ति चक्र के लिए जाने के लिए प्रेरित करता है जहां हालांकि गैसीय कार्यशील माध्यम के साथ विस्तार किया जाता है संपीड़न तरल काम के माध्यम से किया जाता है और गर्मी जोड़ और गर्मी अस्वीकृति चरणों के बीच में है कि हम चरण परिवर्तन प्रक्रिया प्राप्त करते हैं और जो हमें वाष्प आधारित प्रणाली के लिए आदर्श चक्र की ओर ले जाता है चक्र के विस्तार में जाने से पहले हमारे पास जो है उसे देखें यहां हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रक्रियाएं हैं जहां हमारे पास कुछ प्रकार के चरण परिवर्तन हैं अगर मैं ब्रेटन चक्र आरेख को सिर्फ इस संदर्भ में लिखता हूं कि मैं फिर से व्याख्या करना चाहूंगा यहाँ प्रक्रिया 3 4 विस्तार प्रक्रिया जो दर्शाई गई है कि इसे वाष्प के साथ जारी रखा जाएगा क्योंकि यह टरबाइन काम भी बराबर है WT 12dP और यहां हम चाहते हैं कि विशिष्ट वॉल्यूम उच्च कार्य आउटपुट प्राप्त करने के लिए उच्च हो इसलिए हम एक गैसीय माध्यम का उपयोग करेंगे और हम यह भी चाहते हैं कि यह गैसीय माध्यम अधिक से अधिक तापमान पर हो लेकिन लिक्विड करने के साथ कम्प्रेशन वाले हिस्से के लिए यह कम्प्रेशन जो हमारे पास एक छोटा सा वॉल्यूम होगा और हम कम्प्रेशन का काम कम कर सकते हैं इसलिए हमारे पास टरबाइन के समान स्तर हो सकते हैं लेकिन हम संपीड़न कार्य में महत्वपूर्ण कमी कर सकते हैं इसलिए चक्र का शुद्ध कार्य उत्पादन WnetWT Wc पर्याप्त वृद्धि होगी और ये दो प्रक्रियाएं हीट एडिशन प्रक्रिया 2 3 और हीट रिजेक्शन प्रक्रिया 4 1 यह वह जगह है जहां हम किसी प्रकार के चरण परिवर्तन के लिए जा रहे हैं ताकि हम संपीड़न के दौरान विस्तार और तरल चरण के दौरान गैसीय चरण कर सकें और इसके बाद ब्रेटन चक्र वाष्प आधारित पवर उत्पादन के लिए आदर्श चक्र की ओर जाता है जिसे रैंकिन चक्र कहा जाता है जो विलियम रैंकिन के नाम पर आधारित है रैंकिन चक्र को ब्रेटन चक्र के केवल चरण परिवर्तन संस्करण के रूप में देखा जा सकता है जहां हमारे पास अभी भी दो आइसेंट्रोपिक प्रक्रियाएं और दो आइसोबैरिक प्रक्रियाएं हैं हालाँकि हमेशा गैसीय माध्यम के साथ काम करने के बजाय हम मध्यम परिवर्तन के साथ काम कर रहे हैं ताकि गैसीय पदार्थ के साथ विस्तार हिस्सा हो और संपीड़न हिस्सा हो उसी पदार्थ के तरल चरण के साथ किया जाता है और निरंतर दबाव में गर्मी जोड़ और गर्मी अस्वीकृति दोनों चरण परिवर्तन के साथ जुड़े होंगे लेकिन इससे पहले कि हम रैंकिन चक्र पर आगे बढ़ें हमें सबसे आदर्श संभव चक्र के बारे में बात करनी चाहिए जो कि कार्नट चक्र है यह वाष्प शक्ति चक्र का कार्नट संस्करण है यहाँ 1 2 ऊष्मा जोड़ प्रक्रिया है आप यहां देख सकते हैं काली रेखा यह विशेष रेखा वाष्प गुंबद का प्रतिनिधित्व करती है हमने शुद्ध पदार्थों के गुणों के बारे में सप्ताह नंबर 3 में बात की है और वहां हमें इस चरण परिवर्तन प्रक्रिया से परिचित कराया गया है हम जानते हैं कि इस विशेष रेखा को संतृप्त तरल रेखा के रूप में जाना जाता है इस विशेष रेखा को वाष्प रेखा के रूप में जाना जाता है और यह एक बिंदु है जहाँ मध्य को महत्वपूर्ण बिंदु कहा जाता है संतृप्त तरल रेखा के इस तरफ हम स्टेट को संपीड़ित तरल या उप ठंडा तरल कहते हैं इस तरफ हम इसे सुपरहीटेड वाष्प कहते हैं और गुंबद के अंदर हमारे पास एक संतृप्त तरल वाष्प मिश्रण होता है तो स्टेट 1 संतृप्त तरल रेखा पर स्थित है इसलिए यहां स्टेट संतृप्त तरल का है हम गर्मी जोड़ रहे हैं और गर्मी जोड़ ऐसा किया जाता है कि स्टेट 2 के साथ प्रक्रिया के अंत में संतृप्त वाष्प में से कौन सा इसलिए इस विशेष प्रक्रिया के दौरान हम शुद्ध तरल से शुद्ध वाष्प तक चरण परिवर्तन कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दबाव और तापमान दोनों समान रहते हैं याद रखें कि चरण परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान दबाव और तापमान एक दूसरे के कार्य हैं यदि एक स्थिर रहता है तो दूसरे को भी स्थिर रहना पड़ता है तो हालांकि कार्नट चक्र दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रोपिक प्रक्रियाओं से मेल खाता है यहां आइसोथर्मल प्रक्रियाएं भी प्रकृति में आइसोबैरिक हैं फिर आपने जो गर्मी की कुल मात्रा में किन को जोड़ा है वह चरण 1 से स्टेट 2 तक के बदलाव से मेल खाती है इसलिए हम इसे बराबर करने के लिए लिख सकते हैं qine2 e1 यह मानते हुए कि इससे संबंधित कोई कार्य हस्तांतरण नहीं है और अगर गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा की जाती है e2 e1h2 h1 क्योंकि आप जानते हैं कि न्तल्पी में परिवर्तन कि e एक प्रवाह तरल पदार्थ के लिए न्तल्पी प्लस गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का योग है और अगर गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन अनुपलब्ध हैं तो यह बहुत अच्छा है तब विचार करने के लिए धारणा यह होती है ℎ2 − ℎ1 इसी तरह प्रक्रिया 3 4 यह फिर से एक गर्मी अस्वीकृति प्रक्रिया है हम चरण परिवर्तन कर रहे हैं 2 3 के दौरान हम टरबाइन में आइसेंट्रोपिक विस्तार कर रहे हैं तो सिस्टम संतृप्त वाष्प अवस्था में बिंदु 2 से शुरू होता है और टरबाइन में फैलने के बाद यह तरल वाष्प के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है जो उस बिंदु 3 पर समाप्त होता है जिसमें वाष्प की मात्रा काफी अधिक होती है फिर हमारे पास गर्मी अस्वीकृति है 3 4 के बीच इसलिए हम इस प्रक्रिया के दौरान qin कर रहे हैं हम इस प्रक्रिया के दौरान qout कर रहे हैं यह वह प्रक्रिया है जिसके दौरान हम टरबाइन में काम का उत्पादन प्राप्त करने जा रहे हैं और यह संपीड़न की एक प्रक्रिया है जहां हम दबाव डाल रहे हैं हम इस पर कार्य इनपुट दे रहे हैं मुझे तीर को ठीक से लगाना चाहिए क्योंकि सिस्टम को इनपुट के रूप में काम दिया जाता है तो इस मामले में qout को लिखा जा सकता है qoute3 e4 और फिर यदि आप गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं तो यह निम्न हो जाता है ℎ3 − ℎ4 टरबाइन का काम कितना होगा बहुत सरल टरबाइन काम के बराबर होगा WTh2 h3 हम इस प्रक्रिया को घर्षणहीन और एडियाबैटिक मान रहे हैं इसलिए कोई गर्मी हस्तांतरण और कोई अपरिवर्तनीय नुकसान नहीं है इसलिए जो काम आउटपुट हमें मिल सकता है वह है न्तल्पीज़ में साधारण अंतर और सम्पीडन कार्य की आवश्यकताएं समान होंगी 𝑊𝐶 ℎ1 − ℎ4 और बिंदु संख्या 3 और 4 को भी आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये प्रक्रियाएं प्रकृति में आइसेंट्रोपिक हैं तो हमारे पास होना चाहिए s2s3 और आपका s3 क्या होना चाहिए हमने पहले के एक मॉड्यूल में ऐसा किया है मैं बस एक ही बात दोहरा रहा हूं Pc जहां sfg संक्षेपण दबाव के अनुरूप एन्ट्रापी है उसी तरह हम s4 की गणना कर सकते हैं मुझे कहना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि संपीड़न प्रक्रिया इसेंट्रोपिक है इसलिए s1 s4 के बराबर होना चाहिए कार्नोट चक्र के रूप में वाष्प शक्ति चक्र के लिए यह आदर्श चक्र है हम सभी संबद्ध कार्य सहभागिता और हीट इंटरैक्शन की आसानी से गणना कर सकते हैं और इस चक्र की दक्षता क्या होगी कार्नोट चक्र के लिए दक्षता आप जानते हैं यह चक्र का उच्चतम तापमान है जिसे TH के रूप में लिखा जा सकता है और ये चक्र का सबसे कम तापमान TL है इसलिए इस कार्नोट चक्र की दक्षता इसके बराबर होगी c1 TLTH बॉयलर कंडेनसर पर दबाव के स्तर पर निर्भर करता है कि तापमान TL और TH है हम आसानी से दक्षता का कोई भी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत सरल है और फिर हमें इसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस चक्र को प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव है इसके कई कारण हैं जैसा कि हम चरण परिवर्तन प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं इसलिए हम अधिकतम तापमान तक ही सीमित हैं इस तरल को वाष्प और वाष्प से तरल चरण परिवर्तन में सुनिश्चित करने के लिए इस TH का अधिकतम तापमान महत्वपूर्ण तापमान से कम होना चाहिए इस विशेष सीमा से कम होना चाहिए और एक Carnot चक्र के लिए आप उच्चतर TH के मूल्य को जानते हैं उच्च चक्र की दक्षता है जैसा कि यहां हम पदार्थ के इस महत्वपूर्ण तापमान से प्रतिबंधित हैं तो हम दक्षता के अधिकतम संभव स्तर तक भी सीमित हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं यह एक गंभीर चिंता का विषय है यह न केवल कार्नोट चक्र के लिए है बल्कि किसी भी प्रकार की वाष्प शक्ति चक्र के लिए एकल चरण में आइसोथर्मल गर्मी हस्तांतरण मुश्किल है जब तक हम वाष्प गुंबद के भीतर कर रहे हैं जब तक कि आप एक हस्तांतरण के आधार पर एक चरण परिवर्तन कर रहे हैं तब तक दबाव और तापमान दोनों स्थिर रहते हैं और अभ्यास में इसे प्राप्त करना काफी आसान है लेकिन जैसे ही हम गुंबद या गुंबद के किनारे को सिंगल फ़ेज़ साइड में प्रवेश करते हैं जबकि हीट रिजेक्शन के लिए लगातार प्रेशर हीट एडिशन करना काफी आसान होता है यह आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर होना व्यवहार में लगभग असंभव है और इस अभ्यास में इस कार्नोट चक्र के बारे में एक और बड़ी चिंता है टरबाइन निकास पर कम भाप की गुणवत्ता जैसा कि हम टरबाइन विस्तार प्रक्रिया की शुरुआत में संतृप्त वाष्प के साथ शुरू करते हैं तो इस बिंदु संख्या 3 में वाष्प की मात्रा काफी अधिक होगी इस बिंदु पर यह गुणवत्ता x3 आसानी से 70 से 80 की सीमा में हो सकती है जो व्यावहारिक स्तरों की तुलना में काफी कम है बिंदु संख्या 3 पर गुणवत्ता के रूप में प्रभाव गिरता रहता है अधिक से अधिक तरल बूंदें होंगी जो तरल और वाष्प के मिश्रण में बिंदु संख्या 3 पर या टरबाइन विस्तार के बाद के चरणों की ओर दिखाई देती रहेंगी और जब यह मिश्रण टरबाइन के लिए बहुत उच्च वेग से गुजरता है तो ये बूंदें बहुत अधिक वेग के साथ टरबाइन ब्लेड पर प्रहार कर सकती हैं जिससे टरबाइन ब्लेड का क्षरण होता है जो काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए किसी प्रकार की व्यावहारिक सीमा है व्यवहार में आप कभी नहीं चाहते कि यह गुण इस बिंदु x3 पर 088 या 88 से कम हो हम यह कभी नहीं चाहते हैं या मुझे यह कहना चाहिए कि हम हमेशा चाहते हैं कि यह x3 088 से अधिक बना रहे यह किसी प्रकार का व्यावहारिक संचालन आधारित सीमा है और जो कि कार्नोट चक्र आधारित संचालन में होना काफी मुश्किल है ऐसा करने का एक तरीका अगर हम कुछ ऐसे तरल पदार्थों की पहचान कर सकें जिनके लिए संतृप्त वाष्प लाइन है तो यह काफी खड़ी है इसके बजाय एक लाइन है जो लाइन में दिखाया गया है कुछ इस तरह है तो शायद हम इस विस्तार की प्रक्रिया x3के काफी उच्च मूल्य के साथ हो सकता है लेकिन ऐसे तरल को ढूंढना भी इतना आसान नहीं हो सकता है एक अन्य समस्या यह है कि संक्षेपण को स्टेट बिंदु पर ठीक से रोकने के लिए कठिनाई है जैसा कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मूल्य पर फिर से चरणबद्ध बदलाव चल रहा है जैसा कि महत्वपूर्ण नियंत्रण संचालन के लिए आवश्यक है और अभी भी बहुत संभव नहीं है और एक और बड़ी समस्या 4 से 1 के संपीड़न के साथ है बिंदु संख्या 4 पर हम एक मिश्रण कम गुणवत्ता वाला तरल वाष्प मिश्रण बना रहे हैं बिंदु संख्या 1 पर हमने तरल को संतृप्त किया है जैसा कि हम इस मिश्रण को संकुचित कर रहे हैं तरल सामग्री बढ़ती रहती है यानी चरण परिवर्तन हो रहा है यह बहुत मुश्किल है मिश्रण का संपीड़न नियंत्रण के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है और प्राप्त करना असंभव है और यही कारण है कि यह कारनोट चक्र बड़े पैमाने पर पवर उत्पादन अभ्यास के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक नहीं है एक और समस्या जिसे हम एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं कि कार्नोट चक्र क्या है यह एक बहुत ही उच्च दक्षता देता है अनुरूप कार्य उत्पादन भी काफी कम होगा हम शीघ्र ही देख लेंगे जिस तरह से हम चक्र हासिल कर सकते थे वह पूरी चीज को उच्च तापमान स्तर पर स्थानांतरित करने से है कुछ इस तरह जहां हम संघनन के लिए चरण परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उबलते भाग में कोई चरण परिवर्तन नहीं है हीट एडिशन पार्ट में यहाँ हम सुपर क्रिटिकल स्टेज में हीट एडिशन कर रहे हैं यह विशेष तापमान स्तर महत्वपूर्ण तापमान से ऊपर है इसलिए हम किसी तरह इस विशेष सीमा का ध्यान रख रहे हैं और हीट एडिशन सुपरक्रिटिकल स्तर पर हो रहा है हालांकि हीट रिजेक्शन अभी भी इस चरण में है यही है अभी भी चरण परिवर्तन गर्मी अस्वीकृति के साथ शामिल है लेकिन इसके साथ एक समस्या यह है कि हमें एक अत्यंत उच्च दबाव को संपीड़ित करना पड़ता है बिंदु संख्या 1 पर दबाव बिंदु संख्या 4 पर दबाव की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है इसलिए इस तरह के कंप्रेसर को डिजाइन करना बहुत मुश्किल है और ऊष्मा अंतरण जो 1 2 से हो रहा है जो अब परिवर्तनशील दबाव पर हो रहा है क्योंकि आपका इस दिशा से इस दिशा में बढ़ना दबाव भी बदलता रहता है अब एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना जहां तापमान स्थिर रहेगा लेकिन दबाव अलग अलग रहेगा यहां व्यावहारिक कठिनाइयों का नुकसान होता है तो वाष्प शक्ति चक्र के साथ कार्नोट चक्र हालांकि सैद्धांतिक विचारों से होना बहुत आसान है व्यवहार में किसी भी तरह की स्थिति में नहीं है फिर हमें क्या करना चाहिए हमने अभी अभी रैंकिन चक्र को प्राप्त करने के लिए इस कार्नोट चक्र को थोड़ा संशोधित किया है हम ब्रेटन साइकिल मोड की तरह और अधिक जाते हैं अर्थात् हम टरबाइन और आइसेंट्रोपिक संपीड़न में आइसेंट्रोपिक विस्तार को बनाए रखेंगे लेकिन आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होने के बजाय हम आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वाले होंगे यानी यह व्यवस्था है जहां आप ऐसा करते हैं यहाँ हमारे पास एक पंप है पंप में सिस्टम का दबाव कुछ स्तर P1 से P2 तक बढ़ जाता है और जो कि काम के माध्यम के रूप में कुछ प्रकार के तरल का उपयोग करके किया जाता है तो इस प्रक्रिया में 1 2 कामकाजी माध्यम एक तरल है बिंदु संख्या 2 पर हमारे पास उच्च दबाव तरल है फिर यह बॉयलर को पास करता है और बॉयलर के भीतर यह चरण परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरता है जैसा कि यह बॉयलर से गुजरता है हम एक तरल से वाष्प चरण परिवर्तन कर रहे हैं जिसे पारंपरिक रूप से वाष्पीकरण कहा जाता है इसलिए बॉयलर शब्द के बजाय बाष्पीकरण करनेवाला शब्द का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है फिर बिंदु संख्या 3 पर हम कई संभावित स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं यह संतृप्त वाष्प हो सकता है या यह सुपरहिटेड वाष्प हो सकता है तो बिंदु संख्या 3 हमारा स्टेट शायद संतृप्त वाष्प है या यह सुपरहिटेड वाष्प हो सकता है फिर यह टरबाइन के पास जाता है यह पंप पर कार्रवाई के कारण पहले से ही उच्च दबाव के स्तर पर है इसलिए पूरे बॉयलर उच्च दबाव स्तर पर है अर्थात इस बिंदु 2 से बिंदु 3 तक पूरी चीजें उच्च दबाव में हैं आदर्श स्थिति में हम बिना किसी दबाव के नुकसान यानी P2 और P3को एक दूसरे के बराबर मानते हैं फिर टरबाइन में हमें दबाव का नुकसान होता है जो कार्य उत्पादन P1 और P4 फिर से एक दूसरे के बराबर होता है और सिस्टम की यह स्थिति या स्टेट संख्या 4 पर काम करने वाला पदार्थ संतृप्त वाष्प का हो सकता है या यह उच्च गुणवत्ता वाला मिश्रण हो सकता है इसलिए स्टेट नंबर 4 पर हम उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रण के लिए आदर्श संतृप्त वाष्प बना रहे हैं और फिर यह कंडेनसर के पास जाता है जहां यह संघनित होता है और गर्मी को खारिज कर दिया जाता है इस प्रक्रिया के दौरान यहां हमारे पास संक्षेपण है इसलिए संक्षेपण प्रक्रिया के अंत में जो संतृप्त वाष्प या उच्च गुणवत्ता वाला मिश्रण है जो हमारे पास विस्तार के अंत में आम तौर पर संतृप्त तरल में परिवर्तित हो जाता है इसलिए हमने तरल को संतृप्त किया है जो पंप पर वापस जाता है अब यहां देखें कि कार्य इनपुट पंप को दिया गया है लेकिन यहां काम एक तरल पर किया जाता है हम इस कार्य इनपुट को बहुत छोटा होने की उम्मीद कर सकते हैं हालांकि विस्तार टरबाइन में किया जाता है जहां हम संतृप्त और सुपरहिट वाष्प का उपयोग कर रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि काम का उत्पादन काफी बड़ा हो और इसलिए शुद्ध उत्पादन जो कि 1 माइनस कम्प्रेशन पंप के काम से टरबाइन काम करता है वह भी काफी छोटा हो सकता है या कम से कम हम यह उम्मीद कर सकते हैं शुद्ध कार्य आउटपुट होना चाहिए WnetWT WP और qin उष्मा की मात्रा है जो बॉयलर में डाली जाती है इसलिए हम अब से प्रतीक qBका उपयोग करेंगे बॉयलर गर्मी को इंगित करने के लिए क्यूआउट कंडेनसर को अस्वीकार करने वाली गर्मी की मात्रा है इसलिए हम इसे qC कह रहे हैं तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम के सम्मेलन के बाद चक्र के लिए शुद्ध ताप अंतःक्रिया है ∮δqqB qC कि सिस्टम में जोड़ा गया ताप धनात्मक होता है इसलिए qB धनात्मक होता है और qC ऋणात्मक होता है और शुद्ध कार्य सहभागिता है ∮δwWT WPWnet क्योंकि हमारे सम्मेलन के अनुसार प्रणाली द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक है इसलिए टरबाइन का कार्य सकारात्मक है और पंप का कार्य नकारात्मक है और जैसा कि हम पूर्ण चक्र के बारे में बात कर रहे हैं ∮δq∮δW इसलिए यदि आप इस चक्र के लिए दक्षता की गणना करना चाहते हैं तो इस चक्र के लिए थर्मल दक्षता के बराबर होना चाहिए thWnetqB1 qCqBWT WPqB जो भी हमारे लिए आरामदायक है यह हमने जो भी प्रक्रिया 1 2 पर चर्चा की है उसका Tsआरेख पंप में किया जाता है जो प्रकृति में आइसेंट्रोपिक है और यह एक तरल से मेल खाती है आम तौर पर बिंदु संख्या 1 संतृप्त तरल अवस्था से मेल खाती है यह विशेष रूप से एक है और यहां गर्मी दी गई है बिंदु संख्या 2 सुब्कूलेड लिक्विड है लेकिन उच्च दबाव में तो इस 1 2 के बीच काम का इनपुट दिया जाता है फिर 2 3 बॉयलर में गर्मी जोड़ प्रक्रिया है यह कई राज्यों से होकर गुजर सकता है जैसे 2 से इस विशेष बिंदु पर यह तरल है फिर यहां पर यह वह जगह है जहां हमारे पास चरण परिवर्तन चल रहा है और फिर 3 बिंदु तक हमारे पास सुपरहीट वाष्प हीटिंग है फिर 3 4 आदर्श टरबाइन के लिए विस्तार आइसेंट्रोपिक विस्तार और 4 1 संपीड़न है अब बायलर से बाहर निकलने की स्थिति के आधार पर जहां हम या तो सुपरहिट या संतृप्त वाष्प हो सकते हैं हमारे पास दो प्रकार के रैंकिन चक्र हो सकते हैं सबसे पहले हम मूल के साथ शुरू करते हैं जो गीला भाप का उपयोग करके रैंकिन चक्र है यहां बिंदु संख्या 1 एक संतृप्त वाष्प से मेल खाती है यही कारण है कि हम इसे गीला भाप के रूप में बुला रहे हैं क्योंकि सिस्टम को सुपरहिट स्तर पर जाने की अनुमति नहीं है हम हमेशा संतृप्त वाष्प सीमा के भीतर ही रहते हैं हम कुछ धारणाएं रख रहे हैं पहले हम इसे स्थिर प्रवाह प्रक्रिया मान रहे हैं और हम उबलते और संक्षेपण प्रक्रियाओं के दौरान किसी भी तरह के संभावित गर्मी के नुकसान की उपेक्षा कर रहे हैं हम गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन को नगण्य मान रहे हैं और तरल चरण को अयोग्य माना जाता है पंप में हम जिस तरल चरण के साथ काम कर रहे हैं उसे असंगत माना जाता है तो अगर हम एक खुली प्रणाली के लिए थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के बारे में बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक असीम खुली प्रक्रिया से संबंधित खुली व्यवस्था के लिए हम हमेशा लिख सकते हैं δq δWdhdkedpe यह ऊष्मा का कुल जाल है और कार्य अंतःक्रियात्मक थैली गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होना चाहिए हमारी धारणा के अनुसार ये दोनों नगण्य हैं और इसलिए यह dh के बराबर हो जाता है अब हम एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं या अलग अलग प्रक्रिया में से प्रत्येक पर जाते हैं बॉयलर के अंदर प्रक्रिया 4 5 1 की जाती है तो पहले हमारे पास बॉयलर है जो प्रक्रिया 4 5 1 से मेल खाती है अगर हम इस पर गर्मी लागू करते हैं q451 W451h1 h4 अब चूंकि यह प्रक्रिया हीट एक्सचेंजर के अंदर की जाती है जिसे आप बॉयलर या बाष्पीकरणकर्ता कह रहे हैं यहां कार्य दिशा की उपेक्षा की जा सकती है या हम इसे लिख सकते हैं 𝑊451 0 और q451qB तो हमारे पास qBh1 h4 अब टरबाइन विस्तार की आइसेंट्रोपिक जो कि 1 2 प्रक्रिया के माध्यम से टरबाइन के अंदर हो रही है q12 W12h2 h1 अब यह एक आइसेंट्रोपिक विस्तार है इसलिए प्रक्रिया 1 2 के दौरान गर्मी का परिचय q120 और काम की बातचीत टरबाइन काम है W12WT यह सकारात्मक है क्योंकि वे काम प्रणाली द्वारा दिए गए हैं तो हम लिख सकते हैं −𝑊𝑇 ℎ2 − ℎ1 अर्थात् W𝑇 ℎ1 − ℎ2 अब हम संघनन प्रक्रिया कंडेनसर प्रक्रिया 2 3 पर जाते हैं इसलिए उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए हम लिख रहे हैं q23 − 𝑊23 ℎ3 − ℎ2 इस प्रक्रिया के दौरान फिर से गर्मी को खारिज कर दिया जाता है और हम कार्य सहभागिता को नगण्य मान सकते हैं या कोई कार्य सहभागिता नहीं कर सकते हैं इसलिए 𝑊23 0 q23 के बारे में क्या संघनन ऊष्मा को अस्वीकार किया जा रहा है इसलिए यह है q23 qC क्योंकि गर्मी प्रणाली द्वारा नकारा जा रहा है यह नकारात्मक है तो यह डाल −q𝐶 ℎ3 − ℎ2 जो देता है q𝐶 ℎ2 − ℎ3 अंत में हमारे पास पंप है प्रक्रिया 3 4 इसलिए q34 − 𝑊34 ℎ4 − ℎ3 हम पंप में आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया मान रहे हैं तो हमारे पास q34 0 और w34 के बारे में क्या वहाँ काम अंतःक्रिया है जिसकी परिमाण पंप कार्य है और क्या यह सकारात्मक या नकारात्मक है सिस्टम पर काम किया जा रहा है इसलिए यह नकारात्मक है इसलिए हमारे पास है 𝑊𝑃 ℎ4 − ℎ3 जहां हमारे पास धन चिह्न है इसलिए हमें उन सभी चार इंटरैक्शन प्राप्त हुए हैं जिनकी आवश्यकता है फिर शुद्ध गर्मी बातचीत qnet∮δqqB qCh1 h4 h2 h3 यह शुद्ध ताप अंत क्रिया है शुद्ध कार्य सहभागिता समान होनी चाहिए Wnet∮δwWT WPh1 h2 h4 h3 और यदि आप इन दोनों को फिर से उन्मुख करते हैं तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं ℎ1 − ℎ4 − ℎ2 − ℎ3 जो है ∮δq बेशक यह थर्रमोडीनॅमिक्स के पहले कानून को संतोषजनक है जो निश्चित रूप से बहुत तार्किक है अब थर्मल दक्षता कैसे प्राप्त करें इस चक्र के लिए थर्मल दक्षता बराबर होनी चाहिए thWnetqB1 qCqBWT WPqB यदि आप बाद के सम्मेलन का पालन करते हैं तो उपरोक्त अभिव्यक्ति के बराबर है h1 h2 h4 h3 h1 h4 कभी कभी हम हर शब्द को फिर से उन्मुख कर सकते हैं हमें ऐसा कुछ मिलता है h1 h2 h4 h3 h1 h3 h4 h3 h4 h3 क्या है यह पंप काम है पंप काम कैसे प्राप्त करें बेशक पंप काम है 𝑊𝑃 ℎ4 − ℎ3 जो आपने पहले देखा है लेकिन इस एक की गणना करने का एक अलग तरीका भी है हम जानते हैं कि इसे लिखा जा सकता है u4P4124 u3P3123 अब जैसा कि आप इस विशेष प्रक्रिया के दौरान एक तरल के बारे में बात कर रहे हैं आंतरिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन जैसा कि हम एक आइन्ट्रोपिक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दौरान ठीक है मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारी पहले की चर्चा में से एक को देखें मॉड्यूल मैंने उल्लेख किया था कि यदि आप एक असंगत पदार्थ के लिए एक आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आइसोथर्मल में भी होगा क्या आप याद कर सकते हैं कि आपने साबित कर दिया है कि एक अयोग्य पदार्थ के लिए एक आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया भी आइसोथर्मल है और अगर वह आइसोथर्मल है तो वह वास्तव में आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं लाएगा तो यह बात मूल रूप से निचले हिस्से में परिवर्तन को संदर्भित करती है अब जैसे कि आप उस तरल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके विशिष्ट आयतन में बहुत कम परिवर्तन हो रहे हैं तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है dPv νdP या P में परिवर्तन इस विशेष स्थिति में यह है vPB PC जहां v विशिष्ट आयतन है PB बॉयलर का दबाव है PC संघनित्र दाब है यह आम तौर पर तरीका है हालांकि हम आसानी से h4 h3 के रूप में पंप कार्य की गणना कर सकते हैं लेकिन अक्सर हम इसके लिए जाना चाहते हैं ये हैं vPB PC विशिष्ट मात्रा में जब तक कि स्टेट 3 और 4 के बीच विशिष्ट मात्रा में परिवर्तन नगण्य हैं तब तक हम केवल पंप कार्य के रूप में विशिष्ट मात्रा से गुणा दबाव में बदलाव के लिए आँख बंद करके जा सकते हैं और टरबाइन के काम की तुलना में यह पंप काम का परिमाण बेहद छोटा है इसलिए अगर हम पंप के काम को नजरअंदाज करते हैं तो यह दक्षता अभिव्यक्ति बन जाती है h1 h2h1 h3 बेशक जो पंप काम की उपेक्षा कर रहा है तो यह वह तरीका है जिससे हम थर्मल दक्षता की गणना कर सकते हैं कुछ अन्य शब्द हैं जो अक्सर किसी भी शक्ति चक्र के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं विशेष रूप से वाष्प शक्ति चक्र के साथ संयोजन में एक शब्द जो आपने पिछले सप्ताह में भी उपयोग किया है जो कि बैक वर्क अनुपात है बैक वर्क अनुपात कुछ और नहीं बल्कि टरबाइन वर्क द्वारा विभाजित पंप कार्य है rbwWPWT गैस टरबाइन के मामले में यह पिछला काम काफी महत्वपूर्ण था लेकिन इस मामले में यह बहुत छोटा होने की उम्मीद है वे कार्य अनुपात को भी परिभाषित कर सकते हैं जो कि शुद्ध उत्पादन द्वारा विभाजित शुद्ध कार्य उत्पादन है जो टरबाइन काम है WnetWT फिर यह पिछले सप्ताह भी आपने देखा है एक और शब्द जो आमतौर पर पवर स्टेशनों की विशिष्टताओं को देने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे विशिष्ट भाप की खपत या SSC कहा जाता है यह भाप खपत की गई उत्पादन इकाई पवर उत्पादन की मात्रा को संदर्भित करता है जहां द्रव्यमान प्रवाह दर है और प्रति उत्पादन इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक भाप की द्रव्यमान प्रवाह दर की मात्रा है जिसे Wnet द्वारा गुणा किया गया है Specific steam consumption SSC ṁṁWnet जो निश्चित रूप से पवर उत्पादन है जो हम प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए यह सिर्फ कुछ भी नहीं है 1Wnet तो इस मात्रा की SI इकाई का आयाम क्या होगा यह है 1Wnet इसलिए इसकी इकाई किलो केजे होगी अक्सर यह बहुत छोटा है इसलिए हम जो करते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं SSC के रूप में SSC3600 WnetkgkWh 1 घंटे के साथ गुणा करके जो 3600 सेकंड है अब यहाँ पर जो भी विश्लेषण आपने किया है वह एक ऐसा आदर्श चक्र मान रहा है जो कोई अपरिवर्तनीयता नहीं है लेकिन व्यावहारिक रूप से जैसा कि आपने गैस टरबाइन के लिए देखा है हम यहाँ दिखाए गए विस्तार और संपीड़न प्रक्रियाओं के दौरान अपरिवर्तनीयताएँ हो सकते हैं यदि हमारे पास आइसेंट्रोपिक का विस्तार है तो हमें बिंदु 2s तक पहुंचना चाहिए था लेकिन अपरिवर्तनीयताओं की उपस्थिति के कारण वास्तव में बिंदु संख्या 2 तक पहुंच गया इसी तरह पंप में कोई भी अपरिवर्तनीयता नहीं है जो आपको 4 पर पहुंचनी चाहिए थी लेकिन अपरिवर्तनीयताओं की उपस्थिति के कारण बिंदु संख्या 4 तो यहां भी हम आइसेंट्रोपिक दक्षता को परिभाषित कर सकते हैं टरबाइन के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता क्या है यह वास्तविक काम उत्पादन आदर्श संभव काम उत्पादन से विभाजित है तो यह होगा Tactual work outputideal possible work outputh1 h2h1 h2s इसी तरह पंप के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता वास्तविक कार्य इनपुट आवश्यकता द्वारा आदर्श कार्य इनपुट आवश्यकता होगी क्योंकि यह एक काम लेने वाली डिवाइस है और कम से कम काम की खपत आदर्श प्रक्रिया के अनुरूप होगी अर्थात पूरी तरह से प्रतिवर्ती प्रक्रिया इसलिए अपरिवर्तनीयता की उपस्थिति के कारण अधिक कार्य इनपुट की आवश्यकता होगी इसलिए पंप के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता होगी Pideal input requirementactual work requirementh4s h3h4 h3 इन दोनों isentropic क्षमता का प्रभाव सिस्टम से अंतिम आउटपुट में कमी का कारण बनता है अब तक आपने जो भी सीखा है उसका परीक्षण करने के लिए अब संख्यात्मक उदाहरण को हल करें स्टीम पावर प्लांट 40 बार के बॉयलर प्रेशर और 003 बार के कंडेनसर प्रेशर के बीच काम करता है यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन हम एक गीला चक्र मान रहे हैं यही है टरबाइन के बाहर निकलने के दौरान भाप की स्थिति या टरबाइन के प्रवेश की स्थिति संतृप्त वाष्प की सुपर हीट नहीं होती है तो हमें तीन अलग अलग स्थितियों के लिए विशिष्ट भाप की खपत की चक्र दक्षता की गणना करनी होगी पहले गीले भाप का उपयोग करते हुए एक कार्नोट चक्र के लिए फिर प्रवेश पर संतृप्त भाप के साथ एक रैंकिन चक्र गीला भाप के साथ प्रवेश करने के लिए और तीसरा टरबाइन के लिए 80 आइसेंट्रोपिक दक्षता के साथ एक ही रैंकिन चक्र पंपों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है ताकि आप समान आदर्श मान सकें लेकिन टरबाइन 80 की एक आइसेंट्रोपिक दक्षता है पहले भाग को हल करते हैं तो यह कार्नोट चक्र के लिए है यह आरेख है यहां आपके दबाव 40 बार और 003 बार हैं फिर ये दोनों तापमान क्या होंगे उच्चतम तापमान TH और सबसे कम तापमान TL आप इसे कैसे पहचान सकते हैं चरण परिवर्तन प्रक्रिया 1 से 2 के कारण याद रखें जो 40 बार दबाव और तापमान TH से मेल खाती है यह एक चरण परिवर्तन है इसलिए दबाव और तापमान दोनों स्थिर रहना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए तो इस मामले में होने वाला तापमान TH के बराबर है THT1T2Tsat PB जहां PB बॉयलर का दबाव होता है जो 40 बार होता है और मेरे पास संख्या की पूर्व गणना होती है या वास्तव में मेरे पास डेटा तालिका का उपयोग होता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं तालिका से यह लिखना है 25035°𝐶 और यदि आवश्यक हो तो हम पूर्ण तापमान को 5235 K में भी बदल सकते हैं इसी तरह सबसे कम तापमान TLके बराबर है TLT3T4Tsat pc जहाँ PC संघनित्र दाब है जिस पर संघनित्र दबाव 003 पट्टी के अनुरूप T4 संतृप्ति तापमान है यहां बॉयलर का दबाव 40 बार और कंडेनसर का दबाव 003 बार है जो भी डेटा टेबल आप उपयोग कर रहे हैं वह इकाइयों के बारे में सावधान रहें काफी बार टेबल kPa or MPa या शायद bar में डेटा देते हैं जिस तालिका का आप उपयोग कर रहे हैं उस इकाई के बारे में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए इसलिए मैं जिस तालिका का उपयोग कर रहा हूं वह इसके बराबर है 2468°C जो आपको देता है 29783 𝐾 हम उच्चतम और निम्नतम तापमान जानते हैं क्या हम दक्षता की गणना कर सकते हैं निश्चित रूप से हम कर सकते हैं इस मामले में कार्नोट दक्षता है c1 TLTH तो यह संख्या डाल 4311 की तरह कुछ हो जाएगा तो यह पहला उत्तर है जिसकी आपको तलाश है यह वह तरीका है जिससे हम हमेशा दक्षता की गणना कर सकते हैं लेकिन हम इसे फिर से गर्मी और काम की बातचीत का उपयोग करके गणना करेंगे तो आइए हम बिंदुओं का पता लगाने का प्रयास करें h1 वह क्या होगा जो h1 होगा जो संतृप्त तरल रेखा पर स्थित है तो यह होना चाहिए h1hf PB10874kkg इसी तरह s1 के लिए s1sf PB27966kJktqK जो भी डेटा तालिका हम उपयोग कर रहे हैं वह मेरे समानांतर चल रहा है और स्वयं के मूल्यों का उपयोग करें h2 के बारे में क्या बिंदु 2 संतृप्त वाष्प रेखा पर स्थित है तो h2 के बराबर होना चाहिए h2hg PB28008kk1q बॉयलर के दबाव के अनुरूप hg जो कि मेरी तालिका में है यह मान है इसी तरह s2 के लिए s2s9 PB60696kk1qK इसलिए हमें बिंदु 1 और 2 की जानकारी मिली है और हमें ध्यान दिया गया है अगर हम इनका विस्तार करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएँ तो यह आपका s2 है जो कि s3 के बराबर होना चाहिए और यह s1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि s3 के बराबर होना चाहिए क्योंकि 2 3 और 4 1 के लिए आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया है और यह वह जानकारी है जो हमें अंक 3 और 4 का पता लगाने की अनुमति देगी हम उनके दबाव और तापमान को जानते हैं और अब हम उनके प्रवेशों को भी जानते हैं तो फिर हम s3 की गणना करने की कोशिश करते हैं s2s3 तो यह क्या होना चाहिए s3 कंडेनसर दबाव पर स्थित है तो s3 का मूल्य इसके बराबर होना चाहिए s3sf PC आपका x3 अब इसके बराबर होना चाहिए x3s3 sf Pc जहाँ sfgsg sf इसलिए कंडेनसर प्रेशर के लिए आप तालिका की जाँच करें sfऔर sg या sfg के मान प्राप्त करें और आपका x3 06951 होगा टरबाइन के बाहर निकलने पर गुणवत्ता का इतना कम मूल्य केवल 70 की सीमा में देखें जो बेहद कम है और इससे मुझे बड़ी मात्रा में क्षरण या क्षरण होना चाहिए जंग रसायनों से जुड़ा होता है और कटाव भाप से जुड़ा होता है इसलिए कटाव की महत्वपूर्ण मात्रा यहां हो सकती है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है अब बिंदु 4 को देखें हम जानते हैं कि s1s4sf Pc वहाँ से आपके x4के बराबर होना चाहिए x4s4 sf PC और यहाँ मूल्यों को रखते हुए आपका x4 02971 पर आ रहा है आप कृपया इन सभी गणनाओं को फिर से देखें क्योंकि हो सकता है कि मैंने कुछ गणना गलती की हो मैंने बहुत जल्दबाजी की है और मैंने संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं की है तो आप कृपया उन्हें फिर से करें So once we have this x3 and x4 then you can calculate h3 and h4 your h3 will be equal to तो एक बार जब हमारे पास यह x3 और x4 है तो आप h3 की गणना कर सकते हैं और h4 आपका h3 के बराबर होगा h3hf Pc179976kJkg आपको अपनी तालिका से संघनित्र दाब पर hf और hg के मान प्राप्त करने होंगे इसी तरह h4 के बराबर होगा h4hf और h4 का यह मूल्य मैंने वास्तव में नोट नहीं किया है ठीक है आप कृपया जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसकी गणना करें कि मैं h4 का मान नहीं देख रहा हूं अब इन मूल्यों का उपयोग करके आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं qBबॉयलर में जोड़ा जाने वाला ताप है इस चित्र के अनुसार वह क्या होगा यह बराबर होना चाहिए qBh2 h1171340kJkg यहां सभी गणनाएं आप प्रति यूनिट द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए कर रहे हैं इसलिए हम इकाई के रूप में इस kJ kg कर रहे हैं फिर आप qC की गणना कैसे कर सकते हैं h4 के लिए आप आसानी से गणना कर सकते हैं एक और तरीका है जिससे आप qC की गणना कर सकते हैं वह भी क्या है आपको पता है x3 और x4 तो आपका qC क्या होगा Pc97267 kJkg टरबाइन काम WT है WTh2 h3100107kk1q इसलिए टरबाइन काम की गणना की और इसी तरह पंप का काम हम आसानी से गणना कर सकते हैं पंप का काम बराबर होगा wPh1 h426034klkC तो आपको सभी चार गणनाएं मिली हैं सभी चार पैरामीटर जो हमें चाहिए तो आप फिर से दक्षता पुनर्गणना कर सकते हैं आपकी थर्मल दक्षता इसके बराबर होगी th1 qCqBWnetqB4311 आप जो भी गणना करते हैं वह 4311 या शायद अंश में छोटे परिवर्तन के रूप में आएगा और विशिष्ट भाप की खपत है SSC1Wnet अब इस मामले में आपका Wnet क्या है WnetWT Wc इसलिए यदि हम गणना करते हैं कि आपका Wnet 74073 kJkg के रूप में आ रहा है जो 486 kgkWh की एक विशिष्ट भाप खपत देता है तो यह दूसरा उत्तर है जिसकी आपको तलाश है इसलिए इन मूल्यों पर ध्यान दें अब उनकी तुलना रैंकिन चक्र के साथ की जाएगी जो एक आदर्श रैंकिन चक्र है यह एक रैंकिन चक्र है जिसके लिए हमें गणना करनी होगी इस अवस्था को देखें 1 और 2 वही स्टेट हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं जो इस विशेष स्टेट के समान है तो स्टेट 1 यानी टरबाइन के प्रवेश और निकास के लिए स्टेट समान हैं लेकिन परिवर्तन संक्षेपण प्रक्रिया के अंत में है यहाँ हालत बीच में कहीं नहीं रुक रही है यानी संतृप्त तरल बिंदु तक विस्तारित की जा रही है बेशक मुझे एक अलग आरेख मिला है इसलिए अनुक्रमण थोड़ा अलग होगा बस मैं पिछली समस्या से मूल्यों को उधार ले रहा हूं तदनुसार मैं लिख सकता हूं h128008 kJkg h2179973 kJkg और h3 कि एक नया बिंदु आ रहा है अब वहाँ क्या होगा h3 निश्चित रूप से एक संतृप्त तरल है ताकि यह आपके PC के अनुरूप hf हो इसलिए इसे प्राप्त करना बहुत आसान है h3hf Pc10098 kJkg h1 और h2 का अंतर टरबाइन का काम करने वाला है यह h1 और h2 का अंतर है जो पिछले मामले में 100107 kJkg के समान है तो रैंकिन चक्र को अपनाने पर टरबाइन का कार्य समान रहता है लेकिन पंप के काम के बारे में क्या पंप का काम निश्चित रूप से बदल रहा होगा तो चलो पंप काम की गणना करने का प्रयास करें इस मामले में पंप का काम इसके बराबर होगा WP3PB PC अब इस विशिष्ट आयतन के मान की जाँच करने के लिए हम इस v3 को डालते हैं v3 v4के बराबर होगा जो कि बराबर है v3v4vf Pc यह एक दूसरे के लगभग बराबर होना चाहिए और यदि आप मान डालते हैं तो हमें यह मान मिलेगा कि यह 0001 m3 kg बेहद कम संख्या है जो हमें प्राप्त होता है और P3 और P4 वस्तुतः एक ही हैं और डालते हैं कि हमें पंप का काम 3997 kJ kg के बराबर है पंप का काम 3997 kJkg के रूप में आ रहा है बस पिछले मामले पर वापस जाएं टरबाइन का काम समान है पंप का काम 260 kJ kg था आपको कितनी कमी हो रही है बस संतृप्त तरल रेखा के संघनन का विस्तार करके इस पंप का काम इस तरह के स्तर तक कम हो गया है और इसलिए आपका शुद्ध कार्य आउटपुट है WnetWT WP9611 kJkg तो पिछले मामले में यह 740 kJkg की सीमा में था अब इतनी तेज वृद्धि हुई है तो कुल कार्य उत्पादन जो निश्चित रूप से बढ़ रहा है और वहां से हम उस विशिष्ट भाप की खपत की गणना कर सकते हैं जो है SSC 1Wnet374 kgkWh इसलिए विशिष्ट भाप की खपत कम हो जाती है क्योंकि हमें बड़ी मात्रा में कार्य आउटपुट मिल रहा है लेकिन दक्षता के बारे में क्या कार्य उत्पादन बढ़ रहा है दक्षता बढ़ जाएगी लेकिन फिर से हम जानते हैं कि कार्नोट चक्र हमें उच्चतम संभव दक्षता देता है फिर आप उस दक्षता की गणना कर सकते हैं जिसे हम जांचते हैं आवश्यकता भी गर्मी इनपुट आवश्यकता भी गर्मी इनपुट आवश्यकता यहाँ qBh1 h4h1 h3WP265985 kJkg अब पिछले मामले से इसकी तुलना करें तो यह काफी कम था तो शुद्ध कार्य आउटपुट कम था लेकिन गर्मी इनपुट की आवश्यकता भी बहुत कम थी जहां हम उच्च कार्य उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन बढ़ी हुई गर्मी भार की कीमत पर तो इस मामले में थर्मल दक्षता के बराबर होगी thWnetqB3613 पिछले मामले में लगभग 43 की कारनोट चक्र दक्षता तो कारनोट चक्र से रैंकिन चक्र में रूपांतरण के कारण थर्मल दक्षता में 7 की कमी अब समस्या का तीसरा भाग जहां हम एक टेंप्रेचर में एक आइसेंट्रोपिक दक्षता रखते हैं इसलिए अपरिवर्तनीयताएं हैं इसलिए कुछ और नुकसान जो स्थिति कुछ इस तरह है हमारे पास पंप पक्ष में अपरिवर्तनीयता नहीं है लेकिन कंडेनसर पक्ष में है इसलिए हमें पंप के काम की गणना करनी होगी अब हम जानते हैं कि टरबाइन दक्षता निम्न के बराबर होगी TWactualWisentropic कौन सा WT है जो आप अब तक का उपयोग कर रहे हैं इसलिए WactualT Wisentropic0810010780086 kJkg बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी पंप के आकार में कोई बदलाव नहीं होगा तो तदनुसार शुद्ध कार्य उत्पादन होगा WnetWactual WP76088 kJkg पॉइंट 4 पॉइंट 1 का वही स्थान है और वही है इसलिए qBh1 h4 वह भी वही रहेगा तो तदनुसार आपकी थर्मल दक्षता बॉयलर कार्य या बॉयलर हीट इनपुट आवश्यकता के पहले से मौजूदा मूल्य द्वारा शुद्ध कार्य आउटपुट के नए मूल्य के बराबर होगी और दक्षता 2861 की सीमा में आएगी और विशिष्ट भाप की खपत इस नेट वर्क आउटपुट का पारस्परिक होगा तो यह 473 kgkWh के बराबर आ रहा है इसलिए विशिष्ट भाप की खपत में भी वृद्धि करें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बायलर और टरबाइन दोनों तरफ 80 आइसेंट्रोपिक दक्षता का उपयोग करके एक ही समस्या को दोहराएं और देखें कि अंतिम गणना क्या थी लेकिन यह मुझे यकीन है कि गणना करने के तरीके के बारे में आपके द्वारा प्रदर्शित किया गया है अगला हम अधिक यथार्थवादी रैंकिन चक्र की ओर बढ़ते हैं जहां यह गीला भाप हम सुपरहीट भाप में जाते हैं बस आरेख को देखें यहां बॉयलर में हीटिंग 06 पर नहीं रोका गया है कि क्या हमने इसे बिंदु संख्या 1 तक बढ़ाया है जो कि सुपरहीट साइड पर है और फिर एक बार जब हम इसका विस्तार कर रहे हैं तो विस्तार का अंत या तो जैसा कि आरेख में दिखाया गया है कि हम संतृप्त तरल अवस्था में जा सकते हैं या यहां तक कि जब हम मिश्रण में प्रवेश कर रहे हैं तो हम एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रण को बनाए रख सकते हैं ताकि क्षरण संबंधी समस्याओं के बारे में हमें ज्यादा परेशान न होना पड़े यहाँ उच्च दबाव वाले तरल में आरेख को देखें जो पंप से निकलने वाली तरल है जो हीट एक्सचेंजर्स की इस श्रृंखला से गुजरती है जहां इसे संतृप्त मिश्रण अवस्था तक गर्म किया जाता है अर्थात स्टेट संख्या 6 तब हम बॉयलर ड्रम में आपूर्ति करते हैं ड्रम को तरल और वाष्प के चरणों से अलग किया जाता है और यह केवल वाष्प चरण है जो हीट एक्सचेंजर की एक और श्रृंखला से गुजरता है जिसे सुपरहीटर कहा जाता है जहां इसे अंतिम तापमान तक गर्म किया जाता है तो यह वह तरीका है जो सामान्य रैंकिन चक्र व्यवहार में उपयोग किया जाता है गीले भाप या संतृप्त भाप के साथ रुकने के बजाय हम कुछ और काम के उत्पादन को निकालने के प्रयास में सुपरहिटेड भाप पर जाते हैं जरा इस Ts आरेख को देखें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आरेख से घिरा कुल क्षेत्र बड़ा है कुल हीट इंटरैक्शन अधिक होगा कुल कार्य इंटरैक्शन भी अधिक होगा तो कुल उत्पादन जो हम सुपरहीट स्टीम के साथ सुपरहिटेड स्टीम या रैंकिन चक्र से प्राप्त करने जा रहे हैं वह निश्चित रूप से पिछले मामले की तुलना में अधिक होगा लेकिन आपकी हीट इंटरैक्शन या हीट इनपुट आवश्यकता भी अधिक है बस इस संख्यात्मक समस्या को उसी चक्र से आज़माएँ हमारे पास 40 बार के समान बॉयलर दबाव और 003 बार के कंडेनसर दबाव हैं लेकिन यहां एक टाइपिंग त्रुटि है आपको रैंकिन चक्र के लिए एक चक्र दक्षता और विशिष्ट भाप की खपत की गणना करना है जहां भाप 500 0C से सुपरहिट है भाप को 500 0C पर सुपरहीट होने दें तो आपका h1 ऐसी स्थिति से मेल खाता है जहां आपका दबाव 40 बार और तापमान 500 0C है यह सुपरहिट है यह तापमान महत्वपूर्ण तापमान से ऊपर है इसलिए एक बार जब आप पहले बताई गई समस्याओं में से एक के सुपरहिटिंग के लिए जाते हैं तो एक बार आप महत्वपूर्ण तापमान सीमा के साथ प्रतिबंधित हो जाते हैं जो अधिक लागू नहीं होता है क्योंकि हम चरण परिवर्तन को महत्वपूर्ण से कम तापमान पर कर रहे हैं तो आप वाष्प चरण ले रहे हैं और फिर उच्च तापमान तक गर्म कर रहे हैं ताकि हम बहुत अधिक तापमान सीमा पर जा सकें तो इसे हल करने के लिए आपको एक सुपरहीट वाष्प तालिका का उपयोग करना होगा यह मूल्य होने वाला है h1 40 bar 500 0C34855 kJkg और उसी स्टेट के लिए आपका s1 एन्ट्रापी है s1 40 bar 500 0C81933 kJkgK अब इस s1 और आदर्श चक्र का उपयोग करके टरबाइन के अस्तित्व की तुलना करने के लिए आदर्श परिदृश्य में हम जानते हैं कि s2s1 और यह s2 है हमें अब जांचना है s2 एक दबाव 003 बार से मेल खाता है यदि यह s2 PC से संबंधित sf से अधिक है तो हम मिश्रण भाग में हैं और अगर यह sg से अधिक है तो हम अभी भी संतृप्त भाग में हैं लेकिन इस स्थिति में यदि आप गणना करते हैं या यदि आपने कहा है कि आप कभी नहीं पाएंगे कि sf PC के बीच प्रतिबंधित है और PC के अनुरूप है जो दिखाता है कि मिश्रण पक्ष में है तो हम आसानी सेx2की गणना कर सकते हैं जो इसके बराबर होगा x2s2 sf Pc 09S33 गुणवत्ता का इतना उच्च मूल्य देखें कि हमें 95 मिल रहा है हमें क्षरण समस्या के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है Pc 243075 kJkg तो टरबाइन काम के बराबर है WTh1 h2105475 kJkg जो निश्चित रूप से पिछले मामले की तुलना में अधिक है पंप का काम वही रहता है जो हमारे पास था वही पंप साइड जो हमने नहीं बदला है पंप का काम था WP3997 kJkg जहां से हमें शुद्ध कार्य आउटपुट के बराबर मिलता है WnetWT WP101478 kJkg और qB भी वही रहेगा हमें h4 के स्थान की पहचान करनी होगी जो पंप से बाहर है वहां से हमें बॉयलर में आवश्यक गर्मी की पहचान करनी है qBh1 h4 और वहां से हम थर्मल दक्षता की गणना कर सकते हैं मैं आपके लिए गणना छोड़ रहा हूं बस अंतिम उत्तर की जांच करें जो है thWnetqB इस मामले में यह होने जा रहा है 3034 और यदि आप ठीक से अंक का पता लगाने में सक्षम हैं तो आपका qB इसके बराबर होगा qBh1 h4334903 kJkg और आपके विशिष्ट भाप की खपत इस प्रकार होगी SSC3547 kgkWh तो इस समस्या ने आपको बॉयलर के निकास पर सुपरहीट स्टीम के साथ रैंकिन चक्र के उपयोग का प्रदर्शन किया है तो आज के लिए इतना ही वास्तविक चक्र में विचलन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं जैसा कि आपने उल्लेख किया है हमारे पास टरबाइन के लिए और पंप के लिए भी आइसेंट्रोपिक दक्षता हो सकती है और हमें बॉयलर और कंडेनसर की तरफ भी दबाव नुकसान हो सकता है जैसा कि आरेख में दिखाया गया है दबाव के कारण बॉयलर के बाहर निकलने पर दबाव कम हो जाता है और बॉयलर का प्रवेश समान नहीं हो सकता है इसी तरह कंडेनसर से बाहर निकलने पर दबाव कंडेनसर के प्रवेश की तुलना में बहुत कम होता है इसलिए वास्तविक चक्र में हमें इन विचलन के बारे में भी सावधान रहना होगा इसलिए आज हमने वाष्प शक्ति चक्र के बारे में बात की सबसे पहले हमने कार्नोट चक्र के बारे में बात की और बताया कि कार्नोट चक्र व्यावहारिक संचालन में क्यों संभव नहीं है फिर हमने रैंकिन चक्र के बारे में उल्लेख किया पहले हमने गीला भाप का उपयोग करके विश्लेषण किया जो टरबाइन के प्रवेश पर संतृप्त वाष्प है और फिर टरबाइन के प्रवेश पर सुपरहीटेड है इसलिए यह उस दिन के लिए है अगली कक्षा में हम उन कारकों के बारे में बात करेंगे जिन पर रैंकिन चक्र की दक्षता निर्भर करती है और तब तकरैंकिन चक्र की दक्षता में सुधार के विकल्प इस व्याख्यान से गुजरते हैं कुछ और हल करने की कोशिश करते हैं समस्याओं और अवधारणा का पूर्वाभ्यास करें